अब अगला लाइन लॉस तथा लाइन फ्लो की गणना है तो यहां भी आप वैसे ही सोचेंगे आपने पहले ही ट्रांसमिशन लाइन के पाई प्रस्तुतीकरण को देखा है यह सेंडिंग है और मैं इसे अपने तरीके से कर रहा हूं और यह रिसीविंग छोर है इस तरफ आपके पास चार्जिंग एड्मिटेंस है और इस तरफ भी आपके पास चार्जिंग एड्मिटेंस है और इस स्थिति में यह Y2 और Y2 है तो यह लाइन धारा है और यह कुछ धारा IC जा रही है तो टाई लाइन को प्रस्तुत करने का यह तरीका है यह सेंडिंग छोर है यह लाइन इमपिडेंस z है यह भाग Y2 तथा यह भाग Y2 है यह प्लस माइनस है यह छोर Vs तथा यह छोर VR है और यह आपकी सेंडिंग छोर की धारा तथा यह धारा IC है उदाहरण के लिए मान लीजिए यह धारा लाइन धारा है तो अगर आप इस बिंदु पर KCL लगाएंगे IS IL ICमानो की यह बस i तथा यह बस k है यह टूटी हुई रेखाएं इन सभी को दिखा रही हैं बस i किसी अन्य बस से भी जुड़ा हो सकता है k भी किसी अन्य बस से जुड़ा हो सकता है दो लाइन इमपिडेंस के बदले हम इसे इसे yikलिख रहे हैं और सेंडिंग छोर तथा रिसीविंग छोर के बदले हम इस धारा को Iikकह रहे हैं तथा यह धारा Iiko शंट एड्मिटेंस में जा रही है और इस तरफ लाइन धारा Iikइसी प्रकार इसमें जा रही पॉवर को हम Sik लिख रहे हैं तथा बस k के लिए Ski k से i तथा धारा Iki है यहां चार्जिंग एड्मिटेंस yikoऔर यहां ykioहै तथा धारा Ikioहै तो वास्तव में यह पाई प्रस्तुतीकरण है जिसको आपने पहले भी देखा है यह वास्तव में बहुत ही आसान है यह चित्र 6 है तो इस चित्र से हम लिख सकते हैं Iikyikयहां Vi ith बस की वोल्टेज है तथा Vk k th बस की वोल्टेज है इस नोड पर KCL लगाने पर IikIikIikoयह समीकरण 23 है Iikyikऔर IikoViyiko Viभूमिगत विभव पर है अगर मैं इसे यहां और वहां तक हूं तो यह काफी जटिल दिखेगा और समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसीलिए इसको यहां लिखा गया तो समीकरण 23 24 और 25 से IikyikViyiko तो इस प्रकार IikyikViyiko समीकरण 26 हुआ लाइन फ्लो तथा लाइन लॉस की गणना के लिए इस समीकरण की आवश्यकता है तो बस में भेजी गई पॉवर SikPikjQikहै यह समीकरण 27 है अब क्योंकि हम जानते हैं कि PikjQikViIikयह समीकरण 28 है तो समीकरण 28 और 26 का उपयोग करने पर PikjQikViyikViyiko PikjQikViVi VkyikViViतो इसका मतलब तो इस स्थिति में Pik jQikViyikViVi Pik jQikVi2yikVi2yiko ViVkyik यह समीकरण 29 है इसी प्रकार बस k से लाइन में भेजी गई पॉवर आपको फिर से इसे वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है आप क्या कर सकते हैं कि आप इस व्यंजक में इस समीकरण 29 में i और k को एक दूसरे से बदल दे तो इस प्रकार Pki jQkiVk2ykiVk2ykio VkViyki अब Yik yik yik Yik तो यह दो समीकरणों में तो इस दो समीकरणों 29 और 30 में आप yikकी जगह पर Yikके द्वारा बदल सकते है तो यही कारण है की 29 और 31 को समीकरण को लिख रहे हैं ठीक यदि आप ऐसा करते है तो आपको प्राप्त होगी Pik jQik Vi2YikVi2yik 0Vi VkYik अब इन सभी चीजों को आप इस समीकरण में प्रति स्थापित करते हैं फिर हम वास्तविक और काल्पनिक भाग को अलग कर देंगे ठीक इसका मतलब यह बन जाएगा तोइसका मतलब यह समीकरण हैअब आप वास्तविक और काल्पनिक भाग को अलग करें यदि आप ऐसा करते है तो यह हो जाता है Pik Vi2YikcosikViVkYikcosikk i यह समीकरण 34 है और काल्पनिक भाग हो जाएगा और यह i से k प्रतिक्रियाशील पॉवर फ्लो है अब इस चीज पर जाने से पहले मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए कि आपके पास एक बस बार है यह i th बस कहता हूँ और यह k th बस कहता हूँ ठीक मान लीजिए कि इस बिंदु पर अगर लाइन में प्रति बाधा z आपके r jx के बराबर है तो इस बिंदु पर यदि आप मान लें कि पॉवर इस दिशा में बह रही है तो और इस तरफ आप इस दिशा में लेते है तो इस बिंदु पर आप पॉवर को मापते हैं ठीक इस बिंदु पर मान लें कि यदि आप उदाहरण के लिए पॉवर को मापते हैं तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ एक वाटमीटर है मान लीजिए कि आप पॉवर का माप रहे हैंआप सीधे ट्रांसमिशन लाइन के लिए माप नहीं सकते हैं आपको CTS PTS सबकुछ की जरूरत हैमान लीजिए आप यहां पॉवर माप रहे हैं मान लीजिए आपको यह पॉवर 100 मेगावाट प्राप्त हुई ठीक है लेकिन जब आप इस बिंदु के बीच में मापते है और इस दिशा में पॉवर बह रही हैं यदि आप मापते हैं क्योंकि वहाँ I2R लॉस है तो यहाँ आपकी पॉवर 100 मेगावाट नहीं है ठीक यह 100 मेगावाट नहीं है मुझे स्पष्ट रूप से 100 मेगावाट लिखने दें यह मान लीजिए कि इस दिशा में पॉवर प्रवाहित हो रही है तो यहाँ उदाहरण के लिए है यहाँ इस दिशा में आप यहाँ माप रहे हैं ठीकयह 99 मेगावाट है इसका मतलब है इस दिशा में यह माइनस 99 मेगावाट होगा इसका मतलब है कि i से k पॉवर Pik 100 मेगावाट के बराबर है जिसे आप यहां माप रहे हैं और जब आप Pki लेते हैं तो यह माइनस 99 मेगावाट होता है क्योंकि दिशा बदल जाती है यह दिशा है लेकिन यहां यह 99 है लेकिन दिशा बदल गई है तो माइनस 99 इसका मतलब है लाइन का पावर लॉस PlossPikPki100 991MW अब मैं इन 2 समीकरण को एक दूसरे से बदलते हैमेरा मतलब है कि इन दो समीकरण में i को k द्वारा और k की जगह i से बदल दें तो आपको क्या मिलेगा आपकी अभिव्यक्ति यह हो जाएगी मेरा मतलब है कि समीकरण 34 और 35 को आप i की जगह k और k की जगह i से बदल दें तो फिर आपको अभिव्यक्ति प्राप्त होगी यह समीकरण 36 और यह समीकरण 37 है यह वास्तविक और प्रतिक्रियाशील पॉवर फ्लो k से i है ठीक I तो अबलाइन ik में वास्तविक पॉवर लॉस समीकरण 34 और 35 द्वारा प्राप्त किए गए वास्तविक पॉवर फ्लोज का जोड़ है ठीक I इसका मतलब Plossi kPikPki अब ये दोनों को जोड़े यदि आप ये दोनों को जोड़ते है तो Plossi kअभिव्यक्ति हो जाएगी Plossi k Vi2Vk2Yikcosik2ViVkYikcosikcosi k Plossi k Vi2 Vk22ViVkcosi kYikcosik तो सभी चीजों को सरलीकरण करने के बाद यह समीकरण 38 आप साधारण रूप में प्राप्त करोगे तो ये सीधी चीज है आप खुद से यह सबकुछ कर सकते होयह समीकरण फिर से सरलीकृत किया जा सकता है ठीक आप मानते हो YikGikjBik GikYikcosik BikYiksinik तो फिर Plossi kबन जाएगा Plossi k Gik Vi2 Vk22ViVkcosi k यह समीकरण 39 हैयह लाइन i से k का लॉस सूत्र है तो बस वोल्टेज परिमाण और उसके बस वोल्टेज कोण के पद में भी है अब यह आपका Gikकंडक्टेंस है ठीक तो यह निश्चित रूप से लाइन लॉस के लिए सूत्र है मानक सूत्र I2R है जो कि सरल चीज हैलेकिन यह कई स्थानों के लिए आवश्यक है बाद में अगर समय अनुमति देता है तो मैं आपको अंत में बताने की कोशिश करुंगा ठीक इसी प्रकार यदि आप Q lossikQikQki अभिव्यक्ति बनाते है जो कि आपके लिए यह ज्ञात है Q ki भी आपके लिए ज्ञात है इस दोनों को जोड़े और सरल करे और इस स्थिति में चार्जिंग एड्मिटेंस पद भी होगा क्योंकि यह प्रतिक्रियाशील घटक है ठीक तो Qlossi k BikVi2Vk2 2ViVkcosi k Vi2yik 0 Vk2yki 0 यह समीकरण 40 है तो यह अभिव्यक्ति आपकी Q लॉस कि है तो इससे आपने क्या देखा है हमने लाइन I और k के लिए लॉस का फ़ॉर्मूला प्राप्त किया है और यह सामान चीज हमने पहले पावर इंजेक्शन Pi Qi के लिए देखा था तो यह लॉस का फ़ॉर्मूला है यह आपकी प्रतिक्रियात्मक पॉवर लॉस का फ़ॉर्मूला है इस स्थिति में चार्जिंग एड्मिटेंस आएगा अगर यह नहीं है तो यह 0 है यदि यह नहीं है तो यह पद खत्म हो जाएगा लेकिन सभी ट्रांसमिशन लाइनों के लिए यह वहाँ होगा एक और बात यह है कि आगे के सरलीकरण के लिए मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि आम तौर पर अगर आप मानते हैं कि i k अंतर बहुत छोटा है यदि आप मानते हैं कि यह बहुत छोटा है तोcosi k 1 होगा इसलिए इस स्थिति में यह होगा इस तरह बेशक वास्तविकता में यह ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए नहीं है इसी प्रकार Q lossi kके लिए भी हम i k0 अनुमान लगाकर गणना कर सकते हैं तो यह आपका गॉस सिडल लॉस के फार्मूले के बारे में है बाद में यह चीज और PikQ ik यह सब चीजें ज्ञात हैं अब गॉस सिडल विधि के लिए एल्गोरिदम फ़्लोचार्ट के बजाय मैं एल्गोरिदम को पसंद करता हूँ लोड वर्णन के साथ ठीक है प्रत्येक बस में एक प्रारंभिक गणना है तोPLiऔरQLiज्ञात है ठीक आपकोPgiQgiसभी जेन रेटिंग इकाइयों को आवंटित करना हैं अगर यह P Q बस के लिए है यदि यह P V बस है तोPgiज्ञात होगा औरQgiअज्ञात होगा ठीक जबकि सक्रिय और प्रतिक्रियाशील जेनरेशन स्लैक बस के लिए आवंटित नहीं किया जाता है स्लैक बस वोल्टेज और इसके कोण ज्ञात है और इन्हें इस बात की अनुमति होती है या पुनरावृत्ति प्रक्रिया के दौरान अलग अलग होती है जो स्लैक बस में सक्रिय और प्रतिक्रियाशील जेनरेशन होती हैं यह वैसा ही होना चाहिए जैसा कि वोल्टेज परिमाण और फेज कोण को स्लैक बस में निर्दिष्ट किया जाता है यह इस डेटा के साथ जाना जाता है नेट बस इंजेक्टेड पावर PijQ iसभी बसों में स्लैक बस के अलावा अन्य के बाद जाना जाता है मेरा मतलब है कि यदि सभी बसें P Q बसें हैं ठीक तो यह पहला प्रकिया है जिसे आपको बनाना है दूसरी प्रक्रिया है Y बस मैट्रिक्स रूप तैयार करना है जहाँ लाइन मापदंड दिया गया है तोदूसरी प्रक्रिया है कि आपको Y बस मैट्रिक्स बनाना है फिर तीसरी प्रक्रिया है बस वोल्टेज कि पुनरावृत्ति अभिकलन ठीक पुनरावृत्ति प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आपको एक सपाट वोल्टेज के लिए जाना होगा मान लीजिए कि स्लैक बस वोल्टेज 1 j 0 दिया गया है फिर P V बस को छोड़कर सभी बस वॉल्टेज के शुरुआती मान क्योंकि वहां वोल्टेज परिमाण निर्दिष्ट है आप मानते हैं कि सभी P Q बसों के वोल्टेज आपके प्रारंभिक स्लैक बस वोल्टेज के बराबर होना चाहिए इसलिए यदि स्लैक बस वोल्टेज 1j0 के बराबर है तो अन्य सभी बस वोल्टेज के अन्य प्रारंभिक मान PQ बसें हैं ठीक यह 1 j 0 होना चाहिए ठीक और स्लैक बस वोल्टेज ज्ञात होता तो यह तीसरी प्रक्रिया है अब चौथे प्रक्रिया के लिए क्षमा करें तीसरी प्रक्रिया होगा और यहां भी तीसरी प्रक्रिया में ठीक तो इसमें यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि n माइनस 1 वोल्टेज समीकरण को हल करने के लिए हैं जो सभी समीकरण हैं कि यदि बस 1 एक स्लैक बस है तब V2V3Vnसभी समीकरणों को आपको बनाना होगा जो कि आपने इन सभी को देखा है ठीक यह सभी चीजें आपके पास कॉम्प्लेक्स वोल्टेज समीकरण है तो पहले आपको इसे बनाना है और फिर हल करना हैं ठीक क्योंकि बस एक स्लैक बस है उसके बाद आपको जो भी वोल्टेज प्राप्त हुआ है उसकी अभिसरण कि जाँच करनी है तोये सब चीजें हमने चर्चा कर ली है तो ये अभिसरण मानदंड को लें VmaxVi p1 Vi p i23n तो एप्सिलॉन की जांच करें जिसे आपको डेटा फ़ाइल में निर्दिष्ट करना है तो एप्सिलॉन को आप 10 की घात माइनस 4 या माइनस 5 बनाते हैं ठीक और इन चीजों को जाँच करते हैं और देखते हैं कि क्या समाधान अभिसरित हो गया है या नहीं आपको यह जाँचना है यदि पुनरावृत्ति नहीं प्रारंभ हुई होगी है तो हम एक उदाहरण लेंगे और 2 पुनरावृत्ति तक दिखायेंगे कि कैसे 2 या 3 पुनरावृत्तियों में गॉस सिडल कर रहा है ठीक इसके बाद स्लैक बस पावर स्लैक बस पावर समीकरण 15 और 16 का उपयोग करके गणना की जा सकती है मुझे समीकरण 15 या 16 को खोजने देंथोड़ी देर रुकिए अगर मैं इसे प्राप्त करता हूं तो मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि कागज़ात मिश्रित हो गए है ठीक हैं यह समीकरण 15 और यह 16 है इस समीकरण में आप i बराबर 1 रखते हैं क्योंकि स्लैक बस एक है

P1k 1nY1kV1Vkcos1kk 1 यह समीकरण 41 है जिसे हम चिह्नित कर रहे हैं इसी तरह Q1 k 1nY1kV1Vksin1kk 1 एक बार जब आप स्लैक बस पॉवर की गणना करते हैं तो आपको इस समीकरण का उपयोग करते हुए बनाना है जब मैं समीकरण 15 और 16 में i के बराबर 1 रखता हूँ तो आप i बराबर 1 रखते है ठीक एक बार जब आप इसे कर लेते हैं तो फिर लाइन प्रवाह की गणना करते है तो इस स्थिति में यह अंतिम प्रक्रिया है तो लाइन फ़्लोज समीकरण पॉवर फ़्लोज सभी आपने समीकरण 34 और 35 का उपयोग किया है ठीक तोPikQ ik ये सभी समीकरण वे हैं जिन्हें आप हल अभिसरित के लिए किया है तो समीकरण 34 और 35 का उपयोग किया गया है आप सभी PikQ ik जानते हैं तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि उन अभिव्यक्ति में क्या पॉवर फ्लोज है और आप उन मानों को रखते है तो यह समीकरण 34 और 35 है और लाइन के लिए वास्तविक और प्रतिक्रियाशील पॉवर लॉस को समीकरण 39 और 40 का उपयोग करके गणना की जा सकती है जिसे हमने दिखाया है आपPlossikऔर Q lossikजानते है जो कि समीकरण 39 और 40 से दिखाया है तोइस तरह से भी आप इसे से हल कर सकते हैं ठीक तोउदाहरण हम बाद में लेंगेलेकिन इससे पहले मैं आपको एक दिलचस्प समस्या दे रहा हूं इस व्याख्यान की शुरुआत में आपका पावर सिस्टम की संरचना और अंत में कुछ अन्य पहलू मैंने आपको उदाहरण के लिए कुछ दिया है यह एक आप अपने खुद के उदाहरण के लिए करेंगेयह आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज और यह आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज है इस तरफ सेंडिंग एंड वोल्टेज VS∠S कहते हैं और इस तरफ VR∠R है ठीक और यह लाइन प्रति बाधा है मैं इसे r jx लिख रहा है जो कि लाइन प्रतिरोध और रियेक्टेंस की कुल प्रति बाधा है ठीक और इस तरफ लोड है रिसीविंग एंड पर यह PR j QR है अब यह धारा I वास्तव में सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की ओर जा रही है चार्जिंग एड्मिटेंस को नही ले रहें है अब सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज के बीच क्या संबंध होगा दिया गया है ठीक और यह अभिव्यक्ति दी गई है अब सवाल यह है कि मुझे रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज के R और X के मान के पद में पता लगाना है PR और QR यह आपको पता लगाना है और एक अन्य उद्देश्य है अगर मैं इस वोल्टेज परिमाण को बनाए रखना चाहता हूं मतलब कि सेंडिंग एंड वोल्टेज के परिमाण और रिसीविंग एंड वोल्टेज के परिमाण को बराबर रखना चाहता हूँ तो हमे यहाँ कितनी कंपनसेशन क्षमता की आवश्यकता हैयह चीज ठीक तो इससे पहले यह दूसरा स्थिति है पहला स्थिति है मुझे VRVS और PR के बीच एक संबंध प्राप्त करना है जो कुछ भी हमने देखा है अगर मैं सही ढंग से याद करता हूं तो परिमाण VS छोटी लाइन के लिए परिमाण VR प्लस परिमाण I ब्रैकेट में R कोसाइन डेल्टा प्लस X साइन डेल्टा के बराबर होता है जो हमने देखा है ठीक लेकिन इस स्थिति में यदि आप बनाना चाहते हैं तो आप इसे कैसे करेंगे इसलिए मैं आपको यह चीज बता रहा हूं मान लीजिए कि यह पहली है यह आपका सेंडिंग एंड और यह आपका रिसीविंग एंड नही है तो यह आपकाVS∠Sहै और यह आपकाVR∠R है ठीक और यह वाली आपका लोड PR j QR यह धारा I है यह आपके लिए एक अभ्यास है लोड फ्लो अध्ययनों से संबंधित कुछ भी नहीं यह आपके लिए एक अभ्यास है अगली चीज गॉस सिडल के लिए उदाहरण लेंगे ठीक तो आप क्या कर सकते हैं यह एक समीकरण है IVS∠S VR∠Rr j x यह एक समीकरण है एक दूसरे समीकरण है PR jQRVR IVR∠ RVS∠S VR∠Rr j x आप वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को अलग करते हैं उसके बाद आप इस SR को खत्म करने की कोशिश करेंगे ठीक और मैं आपको एक अभिव्यक्ति दे रहा हूं जो कि एक अभ्यास है जब आप ऐसा करेंगे यह आप प्राप्त कर लोगे ठीक तो वास्तविक भाग को अलग करें और आपको डेल्टा को ख़त्म करना है यदि आप ऐसा करते हैं तो यह समीकरण यह रिसीविंग एंड वोल्टेज होगा यह अभिव्यक्ति बन जाएगा VR 42PRr2QRr VS 2PR 2QR 2r 2x 20 तो ये समीकरण जो मैंने आपको दिखाया है यह आपके लिए एक अभ्यास है जो लोड फ्लो के साथ संबंधित नहीं है अगली चीज गॉस सिडल आएगी फिर आपके लिए अभ्यास करेंगे ये 2 समीकरण आप लिखते हैं और इस अभिव्यक्ति का उपयोग कर रहे हैं आप डेल्टा को खत्म करके रिसीविंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड वोल्टेज के बीच संबंध स्थापित करेंगे मैं आशा करता हूँ कि अपनी स्मृति से यह समीकरण मैंने सही ढंग से लिखी है ठीक तो यह वाली आप बनाएँगे और हल करेंगे अब अगला व्याख्यान हम देखेंगे कि लोड फ्लो अध्ययन के लिए गॉस सिडल विधि का उपयोग करके संख्यात्मक कैसे बनाएँगे